माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर कंप्यूटिंग सिस्टम का हिस्सा हैं अब कंप्यूटिंग सिस्टम एक विस्तृत श्रृंखला है एक विस्तृत अनुप्रयोगों के समूह में विस्तृत है कैलकुलेटर जैसे बहुत छोटे से शुरू करके फिर सेल फोन जब तक हमें सुपर कंप्यूटर जैसे बहुत उच्च अंत कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिले अब जबकि हम छोटे अनुप्रयोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनके छोटे आकार और स्थान के कारण पावर की आवश्यकताओं को हमें अनुकूलित करना होगा और वहां हम देखेंगे कि माइक्रोकंट्रोलर सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं दूसरी ओर जब हम कम्प्यूटेशनल पावर को देखते हैं अर्थात् हम ऐसे सिस्टम चाहते हैं जो कम्प्यूटेशनल रूप से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और कम्प्यूटेशन को हल करने में सक्षम होगा वहां माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनके पास लचीलापन है उनके पास आमतौर पर माइक्रोकंट्रोलर की तुलना में अधिक दर पर काम करने की क्षमता है बेशक ऐसे माइक्रोकंट्रोलर हैं जो बेहतर हैं जो उच्च गति अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं लेकिन ज्यादातर हमें इस गणना कार्य को करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर मिले हैं अब जो भी हैं माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर यह कुछ कंप्यूटिंग तत्व हैं इस अर्थ में कि वे कुछ डेटा तत्व की कम्प्यूटेशन करते हैं जो इनपुट के रूप में लिया जाता है और उस डेटा तत्व को कुछ फैशन में सिस्टम के अंदर दर्शाया जाता है और फिर उस पर प्रसंस्करण किया जाता है और अंततः यह एन्वॉयरमेंट के लिए आउटपुट होता है हालांकि हम जानते हैं कि एन्वॉयरमेंट ज्यादातर एनालॉग है जब हम एन्वॉयरमेंट से सिग्नल ले रहे होते हैं तो सिग्नल प्रकृति में एनालॉग होते हैं लेकिन कम्प्यूटेशनल उद्देश्य के लिए अगर हमारे पास डिजिटल इनपुट है तो बेहतर है ये डिजिटल इनपुट हमें इस अर्थ में मदद करेंगे कि यह गणना प्रक्रिया में पेश किए जाने वाले नॉइज़ की मात्रा को कम करेगा और गणना बहुत बेहतर तरीके से की जा सकती है तो यह रूपांतरण एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण विशिष्ट मॉड्यूल द्वारा किया जाता है इसलिए माइक्रोप्रोसेसरों और माइक्रोकंट्रोलर्स पर पाठ्यक्रम से निपटने के दौरान हम डेटा इनपुट को केवल डिजिटल के रूप में लेंगे बेशक हम बाद में कुछ इंटरफेस देखेंगे जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देंगे लेकिन यह एक अलग मुद्दा है इस प्रोसेसर द्वारा संग्रहीत और संसाधित की गई इनफार्मेशन वे आवश्यक रूप से प्रकृति में डिजिटल हैं तो डिजिटल मात्रा के रूप में किसी भी मूल्य को संग्रहीत करने के लिए हमें कुछ संख्याओं की आवश्यकता होगी इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम एक बिंदु के वोल्टेज मान को भंडारण कर रहे है अगर यह कुछ वोल्ट है या कहें मिलि वोल्ट या ऐसा कुछ उस मूल्य को संग्रहीत किया जाना है कुछ संख्या को उस अर्थ में संग्रहीत किया जाना है या यदि हम किसी व्यक्ति के नाम का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ नाम स्ट्रिंग भी संग्रहीत कर रहे हैं तो वह भी कुछ संख्याओं के रूप में कंप्यूटर के अंदर संग्रहीत किया जाता है तो यह प्रतिनिधित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह प्रतिनिधित्व आप कंप्यूटर सिस्टम में एक संख्या का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे यह एक मूलभूत हिस्सा है जैसे कि ये प्रोसेसर उस के ऊपर प्रसंस्करण कैसे करेंगे तो उस हिस्से को समझने के लिए शुरुआत में हम विभिन्न प्रकार के नंबरों के लिए नंबर सिस्टम प्रतिनिधित्व को पुनरावृत्ति करेंगे इसलिए हम शुरू करने के लिए नंबर सिस्टम को देखेंगे तो नंबर सिस्टम यह बात करता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नंबर कैसे स्टोर किया जाता है अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं नंबर कहता हूं तो यह नंबर विभिन्न प्रकार के हो सकते है जैसे कि यह इन्टिजर नंबर हो सकता है और यह इन्टिजर फिर से सकारात्मक इन्टिजर हो सकता है या यह ऋणात्मक इन्टिजर हो सकता है और अन्यथा इसी तरह हमें करैक्टर प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग करैक्टर स्ट्रिंग को संचय करने के लिए किया जाता है जैसे किसी व्यक्ति का नाम और फिर कुछ पता तो इस तरह से हमने करैक्टर को संग्रहीत कर लिया है तो कुछ कोड के माध्यम से करैक्टर भी संग्रहीत किए जाते हैं और यह कोड एक बहुत लोकप्रिय कोड है जिससे आप परिचित हो सकते हैं जिसे ASCII कोड के रूप में जाना जाता है जहां प्रत्येक करैक्टर को कुछ इन्टिजर कोड दिया जाता है और अंततः कंप्यूटर के अंदर जो संग्रहीत होता है वह कुछ भी नहीं लेकिन यह इन्टिजर कोड है तो यह कंप्यूटर के अंदर एक करैक्टर के रूप में संसाधित नहीं होता है इसे केवल नंबर के रूप में संग्रहीत किया जाता है फिर नंबर के अन्य वर्ग जो हमारे पास हैं वे रियल नंबर हैं अर्थात रियल नंबर में 2 भाग फिर से होंगे एक इन्टिजरभाग है और दूसरा भाग फ्रैक्शन भाग है तो यह हमारे स्कूल के दिनों से ज्ञात है नंबर जिन्हें हम अपने गणित कक्षाओं से देख रहे हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें कंप्यूटर के अंदर दर्शाने की जरूरत है अब आप ऐसा कैसे करने जा रहे हैं तो यह एक और मुद्दा है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर प्रणाली में संख्याओं को एक बाइनरी प्रारूप में संग्रहीत किया जाता है इसलिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह नंबर सिस्टम क्या है सामान्य तौर पर क्या हम सामान्यीकृत हो सकते हैं क्या हमारे पास मनमाना बेस और मूल्यों आदि की एक बहुत ही सामान्यीकृत संख्या प्रणाली हो सकती है तो अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण भाग मिला है जिसे नंबर सिस्टम का बेस कहा जाता है तो बेस का मतलब है कि उच्चतम मूल्य जो इसका एक अंक प्रतिनिधित्व कर सकता है तो कितने प्रकार के अंक हो सकते हैं उदाहरण के लिए हम डेसीमल नंबर सिस्टम से परिचित हैं डेसीमल नंबर सिस्टम में हमें यह बेस मान 10 के रूप में मिला है और हमारे पास 0 1 2 से 9 तक के प्रतीक या अंक हैं इसलिए हमें 10 अलग अलग अंक मिले हैं और यह दर्शाया गया है कि नंबर सिस्टम का बेस 10 या यदि आप बाइनरी नंबर सिस्टम पर विचार करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि बेस मूल्य 2 है और अंक 0 और 1 हैं तो सामान्य तौर पर अगर हमारे पास यह बेस मूल्य b के बराबर है तो इसका मतलब है नंबर सिस्टम में b संभव अंक होंगे इन अंकों को 0 1 के रूप में चिह्नित किया जाता है जो b ऋण 1 तक जाता है इसलिए यदि हम किसी भी नंबर के लिए जाते हैं बेस b के साथ कहें और इसे d1 d2 जैसे अंक मिले हैं तो ये db 1 तक के संभावित अंक हैं तो ये संभव अंक हैं फिर हमारे पास इस नंबर सिस्टम में एक नंबर जिसे बेस b के लिए x1 x2 x3 xn कहा जा सकता है इसलिए यह x1 x2 x3 xnb से प्रतिनिधित्व किया जाता है तो यह पहला अंक है पहले अंक का मूल्य d1 है पहले प्रतीक का मान d1 है दूसरा प्रतीक d2 है तीसरा प्रतीक d3 इस तरह है तो और ये मान b के घात द्वारा दिए गए हैं तो वास्तव में यह d1 से db 1 तक वे मनमाना मूल्य नहीं हैं यह d1 हमेशा 0 है तो d2 1 है तो इस तरह से यह d माइनस 1 मान b माइनस 1 है इस तरह यह चलता है तो हमें मिला है अगर यह संख्या x1x2 xnb है तो यह इसके द्वारा दिया गया है x1 bn 1 x2 bn 2 xn 1 b xn इसलिए यदि हम एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि हमें बेस 10 के लिए एक नंबर 452 मिला है तो यह इस परिभाषा के साथ कैसे पुष्टि करता है तो यह 4 गुना बेस 10 और n के घात के साथ यहाँ n का मान 3 के बराबर है इसलिए 10 की घात 2 प्लस 5 गुना 10 की घात 1 प्लस 2 है इस तरह यह 400 प्लस 50 प्लस 2 है इसलिए यह 452 है तो इस तरह से जो कुछ भी बेस है तदनुसार हम सोच सकते हैं कि हम यह पता लगा सकते हैं कि डेसीमल सिस्टम में संबंधित संख्या क्या है उदाहरण के लिए यदि मैं किसी मनमानी संख्या को 234 को बेस 6 कहता हूं तो यह संख्या क्या है तो यह संख्या 2 गुना 6 की घात 2 प्लस 3 गुना 6 की घात 1 प्लस 4 है इसलिए वह 72 प्लस 18 प्लस 4 है इसलिए डेसीमल नंबर सिस्टम संख्या में 72 प्लस 18 90 प्लस 4 94 है तो यह डेसीमल नंबर सिस्टमहै 6 262 36 4 72184 10 तो इस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम में दिए गए नंबर का हम डेसीमल नंबर सिस्टम में संबंधित मूल्य का पता लगा सकते हैं और निश्चित रूप से हम किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं मेरा क्या मतलब है किसी भी मूल्य जो मुझे दिया गया है डेसीमल नंबर सिस्टम में मैं इसे किसी अन्य वांछनीय नंबर सिस्टम में प्रतिनिधित्व कर सकता हूं तो यह किया जा सकता है लेकिन कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए यदि नंबर सिस्टम का बेस b है तो अंक जो हमारे पास है वह 0 1 से b 1 तक होने चाहिए इसलिए यह नहीं हो सकता है कि इसे एक अंक मिला है जिसका मूल्य b से अधिक है तो यह संभव नहीं है तो यह एक वैध नंबर सिस्टम नहीं है तो अब कैसे कन्वर्ट करें कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पर जाएं तो इससे पहले आप ऑक्टल नंबर सिस्टम से भी परिचित हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में जहां नंबर सिस्टम का बेस 8 है और आप जानते हैं कि हमारे पास जो अंक हैं वे 0 से 7 हैं फिर हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मिला है जहां इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में संख्याओं का बेस मूल्य 16 हो सकता है और अंक 0 से 15 हो सकते हैं अब 15 का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल है इसलिए कुछ नए प्रतीकों को पेश किया गया है तो 0 से 9 वहाँ है और उसके बाद हम कहते हैं कि A 10 दर्शाता है B 11 दर्शाता है C 12 दर्शाता है उसी तरह D E और F तो ये वे अंक हैं जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हैं इस तरह से आप सोच सकते हैं तो यह A B C DE का कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें याद रखना होगा उनका संबंधित डेसीमल मान क्या है और आप उनके लिए कोई भी मनमाना प्रतीक पेश कर सकते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि आपको A BC D EF के संदर्भ में लिखना होगा लेकिन आपको संबंधित डेसीमल मानों को याद रखना होगा तो आइए हम आगे विचार करें कि एक संख्या एक संख्या को एक नंबर सिस्टम से दूसरी नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित किया जाए तो चाल तब है जब आप डेसीमल नंबर सिस्टम को विभिन्न बेस की नंबर सिस्टम में परिवर्तित कर रहे हैं हम उस बेस द्वारा संख्या को लगातार विभाजित करते हैं तो हम एक उदाहरण लेंगे मान लीजिए हमारे पास डेसीमल सिस्टम में संख्या 723 है और मैं इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना चाहता हूं तो बाइनरी नंबर सिस्टम इस नंबर सिस्टम का बेस 2 है मैं जो कुछ भी करता हूं वह सिर्फ 723 को 2 से विभाजित करूँगा और रिमाइंडर मूल्यों को लिखूंगा इसलिए 723 को 2 से विभाजित किया गया है इसलिए यदि मैं कोसिएंट और रिमाइंडर को नोट करता हूं तो यह 361 है और यह 1 है तो यह 361 है यदि हम फिर से 2 से भाग करेंगे और हम देखेंगे कि मान क्या आ रहा है तो 2 से विभाजित 361 यह मुझे कोसिएंट के रूप में 180 और फिर से 1 के रूप में रिमाइंडर देगा फिर यह 180 2 से विभाजित होता है यह मुझे कोसिएंट के रूप में 90 और रिमाइंडर के रूप में 0 देता है 90 को 2 से विभाजित करने पर मुझे कोसिएंट के रूप में 45 और रिमाइंडर के रूप में 0 देता है 45को 2 से विभाजित करने पर मुझे 22 कोसिएंट के रूप में 1 रिमाइंडर के रूप में देता है 22 को 2 से विभाजित करने पर 11 कोसिएंट है 0 रिमाइंडर के रूप में मिला है और 11 को 2 से विभाजित करने पर5 कोसिएंट और 1 रिमाइंडर के रूप में मिला है 5 को 2 से विभाजित किया जाता है यह 2 को कोसिएंट और 1 को रिमाइंडर के रूप में उद्धृत करता है 2 को 2 से विभाजित करने पर यह 1 को कोसिएंट के रूप में और 0 को रिमाइंडर के रूप में और फिर 1 को 2 से विभाजित करने पर यह 0 को कोसिएंट के रूप में और 1 को रिमाइंडर के रूप में देता है अब संख्या का प्रतिनिधित्व करते हुए इसलिए आप देखते हैं कि यह अंतिम अंक यह विशेष अंक यह 2 के साथ कई डिवीजनों करने पर आया है यह मोस्ट सिग्नीफिकेंट सबसे अधिक महत्व का अंक होना चाहिए यह मोस्ट सिग्नीफिकेंट अंक है बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्या लिखते समय हम इस क्रम में लिखेंगे तो पहले 1 फिर 0 फिर 1 दो बार फिर 0 फिर 1 फिर 0 दो बार फिर 1 1 तो यह बाइनरी नंबर सिस्टम में 723 का प्रतिनिधित्व है तो इसी तरह आप किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं उदाहरण के लिए मान लें कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या 557 का प्रतिनिधित्व करने के लिए इच्छुक हैं तो यह बेस 10 है जिसे हम इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना चाहते हैं यानी बेस 16 नंबर सिस्टम है तो हमें जो करना है वही बात 557 को 16 से विभाजित किया गया है इसलिए यह आपको 34 के रूप में कोसिएंट देगा और रिमाइंडर मूल्य 13 हैं 13 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रतीक D द्वारा दर्शाया गया है इसलिए यह D है तब यह 34 16 से विभाजित होता है इसलिए यह आपको कोसिएंट के रूप में 2 और रिमाइंडर के रूप में 2 देगा और फिर यह 2 जब आप 16 से विभाजित करते हैं तो यह 0 को कोसिएंट के रूप में और 2 को रिमाइंडर के रूप में देता है तो आपके पास इस क्रम 22D में जो संख्या है वह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या है तो यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बेस 10 से 557 का प्रतिनिधित्व है तो इस तरह आप किसी भी संख्या को डेसीमल नंबर सिस्टम से दूसरी नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं उसे नंबर सिस्टम के बेस से विभाजित करके हम भिन्नात्मक संख्याओं वास्तविक संख्याओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन वास्तविक संख्या में क्या होता है कि अगर यह संख्या का पूर्णांक भाग है उसके बाद हमें एक दशमलव मिला है और उसके बाद आपको आंशिक भाग मिला है अब इस मामले में पूर्णांक भाग में जब आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो अंकों का वजन बढ़ रहा है यहां एक अंक इस बिंदु पर एक अंक से अधिक महत्वपूर्ण है और यह इसके घात के मूल्यों से बढ़ रहा है दूसरी ओर भिन्नात्मक भाग पर अंकों के साथ अंक जो अंश बिंदु के करीब हैं जो कि यह बिंदु दशमलव बिंदु है वे अधिक महत्वपूर्ण हैं इसलिए जैसा कि आप इस दशमलव बिंदु से दूर जा रहे हैं उस अंक का महत्व कम हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेसीमल नंबर सिस्टम में संख्या 575 है और हम इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना चाहते हैं फिर सबसे पहले इस 5 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना होगा तो 5 को 2 से विभाजित किया गया है आपको 2 कोसिएंट के रूप में और 1 रिमाइंडर के रूप में मिला है फिर 2 को 2 से विभाजित किया गया आपके पास कोसिएंट के रूप में 1 और रिमाइंडर के रूप में 0 है और फिर इस 1 को 2 से विभाजित किया गया है आपके पास 0 के रूप में कोसिएंट और रिमाइंडर के रूप में 1 है तो 5 भाग के लिए मुझे 101 अंक मिले हैं फिर दशमलव बिंदु आता है और अब यह 075 है यह 075 बेस से विभाजित होने के बजाय हम बेस से गुणा करेंगे तो 075 गुणा 2 में जो इसे 15 कर देगा और उस 15 में हम 1 को सिग्नीफिकेंट नंबर के रूप में लेंगे तो यह 2 से गुणा करता है यह मुझे 15 देता है तो इसमें से यह 1 महत्वपूर्ण है तो यह 1 लिया जाता है और यह 05 फिर से 2 से गुणा किया जाता है तो आपको 10 मिलता है फिर से 1 लिया जाता है और फिर यह 0 हो जाता है तो उसके बाद यह मान 0 हो गया है फिर से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है तो यहां भिन्नात्मक भाग को 1 1 के रूप में दर्शाया गया है और आप देखते हैं कि यह वास्तव में 575 के लिए संख्या का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि दशमलव बिंदु से पहले बाईं ओर 5 का प्रतिनिधित्व करता है दाईं ओर प्रतिनिधित्व 1 गुना 2 का घात ऋण 1 है क्योंकि वह नंबर सिस्टम का बेस 2 है तो हम 2 का घात ऋण 1 प्लस 1 गुना 2 का घात ऋण 2 में जाते हैं 2 का घात ऋण 1 जो कि आधा है जो 05 प्लस 025 है तो यह 075 है तो इस तरह से आप देखते हैं कि यह संख्या अगर हम नंबर सिस्टम के बेस से भिन्न भाग को गुणा करते हैं तो इसके पूर्णांक को अगले सिग्नीफिकेंट नंबर के रूप में लेते हैं और नंबर सिस्टम के बेस द्वारा शेष अंश भाग को गुणा करते हैं तो इस तरह से हम पुरे भिन्न भाग को उस विशेष नंबर सिस्टम में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इसलिए मूल रूप से यदि यह संख्या ऐसी है कि उदाहरण के लिए उस नंबर सिस्टम में इसका सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है यदि भिन्नात्मक भाग 033 है तो यदि आप 033 को 2 से गुणा करते हैं तो यह कभी भी 0 पर नहीं आएगा तो इसको कुछ रिमाइंडर लगातार मिलता रहेगा तो यह वहाँ है लेकिन यह होगा इसलिए कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम में उस नंबर को स्टोर कर रहे होते हैं तो आपको एक परिमित शब्द का आकार मिला है इसलिए आप कुछ सटीकता से परे संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते है आपको उस बिंदु पर रुकना होगा और जो कुछ भी है आपको वह प्रतिनिधित्व लेना होगा हालाँकि यह निश्चित रूप से 033 के बराबर नहीं होगा या जो भी अंक आपने विचार में लिए हैं तो इस तरह हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं अन्य शॉर्टकट तरीके हैं जिनके द्वारा आप संख्या को हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं यदि आपके पास डेसीमल नंबर D एक संख्या है और यदि आपके पास संबंधित बाइनरी नंबर B है मान लीजिए यह संख्या का बाइनरी प्रतिनिधित्व है तो आप ऑक्टल के लिए क्या कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए आप इसे 3 बिट्स के समूह या बिट्स के रूप में विभाजित कर सकते हैं तो उनमें से प्रत्येक 3 बिट 3 बिट का एक समूह है तो जो कुछ भी है अब आप इस 3 बिट संख्या समूह में से प्रत्येक को संबंधित ऑक्टल नंबर में बदल सकते हैं और यह ऑक्टल रिप्रजेंटेशन होगा उदाहरण के लिए यदि मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्या 45 कहता हूं तो यह 1 0 है तो 1 यह 2 का घात 32 16 8 4 2 है और यदि हम इस तरह से लेते हैं तो 40 यह भी 1 है यह 0 हैयह 1 है इसलिए 1 0 1 1 0 1 45 का बाइनरी रिप्रजेंटेशन है अब जैसा कि मैंने इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए कहा है आपको इसे 3 बिट्स में ग्रुप करना है तो ये 3 बिट्स जो मुझे अंक 5 की संख्या देते हैं इससे मुझे 55 मिलता है इसलिए 55 बेस 8 में आप इसे सत्यापित कर सकते हैं यह 5 गुना 8 प्लस 5 है जो 45 के बराबर है इसलिए ऑक्टल सिस्टम में यह 55 डेसीमल सिस्टम में 45 है वही संख्या यदि आप हेक्साडेसिमल रूप में प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आपको 4 बिट समूह लेना होगा यह एक 4 बिट समूह है अब इसके बाद इसमें केवल 2 अंक प्राप्त हुए हैं 0 और 1 तो आपको इसे 2 और 0 से बढ़ाना होगा तो यह अगला अंक है जो हमारे पास है तो यह भाग 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 D का प्रतिनिधित्व करता है और यह भाग 2 का प्रतिनिधित्व करता है तो यह 2 है इसलिए यह 2 D है यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 2D है तो आप इस 2D को परिवर्तित कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि यह वास्तव में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रतिनिधित्व कर रहा है 2 गुना 16 प्लस D D 13 है इसलिए वह 32 प्लस 13 45 के बराबर है तो इस तरह से इस नंबर सिस्टम का उपयोग करके आप किसी भी नंबर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं वे सभी समान हैं आप एक उचित प्रारूप में संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं बेशक आप इन वास्तविक संख्याओं का एक और प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिसे हम यहां नहीं मानते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट प्रतिनिधित्व है अब तक हमने जो वास्तविक संख्या दर्शाई थी वहा दशमलव बिंदु तय थी तो उन्हें फिक्स्ड पॉइंट नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है साथ ही साथ एक फ्लोटिंगपॉइंटप्रतिनिधित्व है और जो थोड़ा जटिल है और अधिकांश माइक्रोप्रोसेसरऔर माइक्रोकंट्रोलर जिन पर हम चर्चा करेंगे उनके पास ये फ्लोटिंग पॉइंट क्षमताएं नहीं होंगी आम तौर पर यह माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर के साथ जो को प्रोसेसर है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है इसलिए हम उस हिस्से में नहीं जाएंगे इसलिए ज्यादातर इन्टिजर नंबर पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे और कुछ मामलों में हम इन वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर सकते हैं और वह भी निर्धारित बिंदु नोटेशन में तो अगली महत्वपूर्ण बात जो हम देखेंगे वह यह है कि इस ऑपरेशन को कैसे करना है जैसे कि इस जोड़ घटाव गुणन प्रकार के ऑपरेशन मूल संख्या में मूल संख्या प्रणालियों में तो पहला सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो हमारे पास है वह 2 नंबर का जोड़ है अब हमारे स्कूल के दिन के गणित ज्ञान से 2 नंबर का जोड़ हम कर सकते हैं असल में अगर मुझे 2 नंबर मिले हैं कहें 1 0 1 1 और कहें 0 1 0 1 इसलिए आप उन्हें एक एक बिट करके जोड़ सकते हैं मैं यहां बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं तो 1 प्लस 1 पर यह योग 0 है 1 के रूप में कैरी के साथ तो 1 प्लस 1 0 है 1 के रूप में कैरी के साथ 1 प्लस 1 0 है वे 1 के रूप में कैरी उत्पन्न होते हैं और यह भी 0 है और वहाँ एक कैरी उत्पन्न किया गया हैजो 1 है तो चले हम चेक करें तो यह 8 प्लस 2 प्लस 1 है जो कि 11 है और यह संख्या 1 0 1 है जो कि 5 है इसलिए11 प्लस 5 16 है 2 2 2 तो आप देखते हैं कि यह 16 का प्रतिनिधित्व है लेकिन निश्चित रूप से जब मैं इस नंबर को 11 और 5 की तरह ले रहा हूं तो एक चिंता है मैंने 4 बिट प्रतिनिधित्व लिया है लेकिन मुझे जो परिणाम मिला है वह 5 बिट से प्रतिनिधित्व है तो यह संख्या 16 नहीं हो सकती है 4 बिट संख्या प्रणाली में प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि कंप्यूटर में हम व्यक्तिगत संख्या को मनमानी लंबाई नहीं दे सकते हैं इसके अलावा मनमाने ढंग के आकार संख्याओं पर जोड़ नहीं किया जा सकता है इसलिए वहाँ हम उसे प्रोसेसर के वर्ड साइज कहते हैं और यह वर्ड साइज बताता है वह डेटासाइज क्या है जिस पर यह प्रोसेसर काम करेगा इसलिए यदि प्रोसेसर 4 बिट डेटा पर काम करता है तो यह एक समस्या बन जाती है क्योकि हमारे पास वहां 5 बिट परिणाम संग्रहीत नहीं हो सकते हैं तो हमारे पास नहीं हो सकता है कोई परिणाम जो कि 5 बिट है तो यह कठिनाई पैदा करता है और इस स्थिति को ओवरफ्लो की समस्या के रूप में जाना जाता है तो परिणाम 4 बिट प्रतिनिधित्व से अधिक है और कई बार हम इस अतिरिक्त एक बिट को समायोजित करने का प्रयास करते हैं जो कुछ अतिरिक्त भंडारण के माध्यम से उत्पन्न होता है जो कि प्रोसेसर में हम आम तौर पर कैरी बिट कहते हैं तो इस अतिरिक्त बिट के लिए समर्पित एक अतिरिक्त स्थान है जो उत्पन्न होता है और इसे अक्सर कैरी बिट के रूप में जाना जाता है लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि यदि हम दो n बिट संख्या जोड़ रहे हैं तो परिणाम n प्लस 1 बिट हो सकता है उससे अधिक नहीं यदि आप 2 n बिट संख्या जोड़ रहे हैं तो परिणाम n प्लस 1 बिट से अधिक नहीं हो सकता है यह न्यायसंगत है की एक कैरी बिट रखे जोड़ करने के लिए